इस सप्ताह के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है हमने सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में बात की और हम कह सकते हैं की सेंटीमेंट एनालिसिस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल में से एक है कुछ प्रकार के लेक्सीकौन का उपयोग करना जहां कुछ लोगों ने कुछ शब्दों को मैन्युअल रूप से एनोटेट किया है चाहे वे पॉजिटिव हों या नेगेटिव इत्यादिऔर एक नया टेक्स्ट दिया है जिसका उपयोग आप यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि मेजर पोलैरिटी क्या है आप कुछ जटिल मॉडलों का उपयोग यह देखने के लिए भी कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन का उपयोग करके यह कैसे बदलता है इत्यादि लेकिन महत्वपूर्ण यह पता लगा रहा है कि क्या कुछ शब्द पॉजिटिव या नेगेटिव पोलैरिटी वाले हैं और जो कि सेंटीमेंट लेक्सिकन का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है तो कई अलग अलग लेक्सिकन हैं इस लेक्चर में मैं इनमें से कुछ का इंट्रोडक्शन दूंगा और वे सभी उपलब्ध हैंऔर अपने एप्लीकेशन का उपयोग करके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं उदाहरण के लिए जनरल इंक्वायरर सबसे लोकप्रिय लेक्सिकॉन में से एक हैफिर एम पी क्यू मल्टी पर्सपेक्टिव क्वेश्चन सेंटीवर्डनेट एक ऐसी चीज है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया हैऔर फिर हाल के समय में उपकरण एलआईडब्लूसी जो लिंग्विस्टिक इंक्वायरी और वर्ड काउंट है का उपयोग कुछ अन्य कार्यों के साथ साथ सेंटीमेंट एनालिसिस करने के लिए भी किया जाता है इसलिए यह बहुत लोकप्रिय रहा है तो हम इन टूल्स पर एक नजर डालते हैं इंटरेस्टिंगली जो टूल्स मैं दिखा रहा हूं वे ज्यादातर इंग्लिश के लिए बनाए गए हैं प्रयास हैं और इन उपकरणों का उपयोग करते हुए हमने अन्य भाषाओं में अच्छे स्ट्रैप लेक्सीकौन को लिया और इस तरह के कई प्रयास वास्तव में इस तरह के लेक्सीकौन और ऐसे टूल्स बनाने में सक्षम हैं लेकिन इंडियन लैंग्वेज में ऐसा करने का बहुत स्कोप है कुछ टूल्स उपलब्ध हैं और इनमें से कई उपलब्ध नहीं हैं और अगर आपको इंडियन कनटेक्स्ट में कमेंट्स इत्यादि को प्रोसेस करना है तो आप इनमें से कुछ का उपयोग कर सकते हैं हम यह भी देखेंगे कि आप इन्हें अगले लेक्चर में कैसे सीखेंगे तो पहले जनरल इंक्वायरर से शुरू करते हैं जैसा कि मैं लेबल को कई अलग अलग शब्दों में कह रहा था यह कुछ 10 या 50 शब्दों के बारे में नहीं है उनके पास 1915 पॉजिटिव शब्द और 2291 नेगेटिव शब्द हैं उन्होंने उन्हें डिफरेंट डायमेंशन पर लेबल किया है तो चाहे वह शब्द पॉजिटिव हो चाहे वह एक्टिव हो चाहे वह पैसिव हो चाहे वह ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड हो फिर यह विभिन्न डाइमेंशंस जैसे प्लेजर पेन मोटिवेशन कॉग्निटिव ओरियंटेशन इत्यादि बात करता है और यह सब नाइसलाइन स्प्रेडशीट में आता है जहां आपके पास अलग अलग शब्द हैं और आप कह सकते हैं कि क्या यह पॉजिटिव नेगेटिव वीक स्ट्रांग इत्यादि तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं इस स्प्रेडशीट में पहले कुछ शब्दों से यहाँ इसलिए आप देखते हैं कि नेगेटिव शब्द क्या हैं अबैनडन अबैनडनमेंटअबेट अबडिकेट अबजेक्ट अबनॉर्मल इत्यादि ये सभी नेगेटिव शब्द हैं फिर आपको कुछ पॉजिटिव शब्द मिलते हैं जैसे कि एबिलिटी एबल अबाउंड अबआइड इत्यादि यह सब पॉजिटिव शब्द हैं फिर वीक और स्ट्रांग जैसे अन्य डायमेंशन हैं क्या यह एक वीक शब्द या स्ट्रांग शब्द है तो आइए हम वीक वर्सेस स्ट्रांग देखें एबिलिटी एक मजबूत इंडिकेटर है एबल स्ट्रांग अबॉलिश स्ट्रांग है मगर अबडिकेटअबआइडअमेंड बहुत मजबूत नहीं हैं इसलिए वे वीक हैं तो यह भी एनोटेटेड है यह वीक सेंटीमेंट है यह एक स्ट्रांग सेंटीमेंट है और फिर अन्य डायमेंशन हैं यदि आप इस स्प्रेडशीट के अन्य कॉलम देख सकते हैं यह आसानी से उपलब्ध है और आप इन्हें किसी भी उपयोग के लिए देख सकते हैं कि आप इसे अपने डिफरेंट टास्क में कैसे उपयोग कर सकते हैं तब मैं कह रहा था सेंटीवर्डनेट फिर से बहुत लोकप्रिय है तो यह क्या प्रभाव था आप जानते हैं कि हमने इस कोर्स में ऑर्डिनरी चीजों के बारे में बात की है वर्डनेट के पास बहुत से अलग अलग सिंसेट हैं तो सेंटीवर्डनेट में क्या किया गया था इनमें से प्रत्येक सिंसेट को लिया गया था और लोगों को अंत में मैन्युअल सुपरवाइजर सुपरविजन के कुछ तरीके से वे लेबल करने की कोशिश करते हैं कि इस विशेष सिंसेट का सेंटीमेंट स्कोर क्या है क्या यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है स्कोर क्या हुआ है ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी क्या है वे मैन्युअल रूप से लेबल करने का प्रयास करते हैं इसलिए उन्होंने सभी वर्डनेट सिंसेट को लिया और उन्हें स्वचालित रूप से पॉजिटिव नेगेटिविटी और न्यूट्रलीटि और ऑब्जेक्टिव्नेस डिग्री के लिए एनोटेट किया गया है ऐसे उदाहरण हैं आपके पास एस्टिमेबल शब्द के दो अलग अलग सिंसेट हैं 3 और 1 तो J 3 की कंप्यूट या ऐस्टीमेट लगाया जा सकता है आप देख सकते हैं कि यह एक ऑब्जेक्टिव् की तरह कोई सेंटीमेंट नहीं है इसलिए इसमें पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 ऑब्जेक्टिव 1 है दूसरी ओर दूसरा भाव यह है की डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट और हाई रिगार्ड पॉजिटिव लगता है तो पॉजिटिव 075 नेगेटिव 0 है और ऑब्जेक्टिविटी 025 है उनके पास ये तीनों स्कोर हैं एक और महत्वपूर्ण लेक्सिकॉन एमपीक्यूए सब्जेक्टिविटी लेक्सिकॉन है फिर से आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं जहाँ आप इस लेक्सिकॉन को डाउनलोड कर सकते हैं तो इसमें 8000 से 6885 शब्द हैं प्लस लेमा और 2700 पॉजिटिव हैं और 4900 नेगेटिव हैं और प्रत्येक शब्द को उसकी इंटेंसिटी के लिए भी लेबल किया गया है पॉजिटिव शब्द क्या हैं नेगेटिव शब्द क्या हैं लेकिन आप इंटेंसिटी को भी जानते हैं क्या यह स्ट्रांग है क्या यह वीक है इत्यादि फिर बिंग लियू लेक्सिकॉन है आप बिंग लियू की ओपिनियन पर इस पेज से प्राप्त कर सकते हैं और फिर से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव शब्दों को रेफर करते हैं तो आप इन डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या यह कुछ कार्यों के लिए सहायक हो सकता है और फिर मैं हाल के दिनों में कह रहा था कि एक और उपकरण जो बहुत लोकप्रिय हो गया है वह है एल आई डब्लू सी टूल लिंग्विस्टिक इंक्वायरी वर्ड काउंट क्या दिलचस्प है फिर से आप इस वेबपेज पर जा सकते हैं और इस टूल को एक्सप्लोर कर सकते हैं यह 2300 अलग अलग शब्द लेता है और उन्हें 70 अलग अलग क्लासेस में विभाजित करता है और इन क्लासेस में सरल पॉजिटिव नेगेटिव से लेकर कई अलग अलग सोशल चीजें भी हैं जैसे आप नेगेटिव इमोशंस रखते हैं आप बेड वियर्ड हेट प्रॉब्लम टफ जैसे शब्द कहेंगे वे नेगेटिव इमोशंस प्राप्त कर रहे होंगे और लव नाइस स्वीट पॉजिटिव है लेकिन आप कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस को भी देखेंगे जैसे कुछ शब्द कुछ टेंटेटिवनेस को दर्शाते हैं जैसे मेंबी परहैप्स वे ब्लॉक कंस्ट्रेंट जैसे संकेत दे सकते हैं इसलिए यदि आप देखेंगे कि 70 अलग अलग क्लासेस हैं जिनमें शब्दों का पता लगाया गया है और ये क्लासेस इसे अधिक रिचर रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसका उपयोग सेंटीमेंट एनालिसिस जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है अन्य प्रकार के अफेक्टिव स्टेट को भी देखते हुए जिनके बारे में हमने पिछले सप्ताह में बात की थी इसलिए हम इमोशनस के बारे में बात कर सकते हैंहम इस टूल का उपयोग करके इंटरपर्सनल थिंग्स और अन्य चीजों के बारे में बात कर सकते हैं केवल एक चीज यह है कि यह एक छोटे से फी के साथ आता है अगर आपको इसका उपयोग करना है तो आपको कुछ फी देनी होगी इसलिए सामान्य तौर पर जब हम सेंटीमेंट के बारे में बात करते हैं तो आप दो अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं एक को वैलेन्स कहा जाता है और दूसरे को अराउजल कहा जाता है तो वैलेन्स से मेरा मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव है यह कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है और अराउजल एक तरह की ताकत है तो अराउजल का मतलब है कि यह एक बहुत ही मजबूत सेंटीमेंट है और लो अराउजल का मतलब है कि यह एक कमजोर सेंटीमेंट है तो आप उन्हें यहां एक्सेस कर सकते हैं तो आपके पास कुछ क्वाड्रेंट है यह वैलेन्स की तरह नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है और अराउजल लो से हाई तक जाने वाली इसलिए यहां शब्द हाई अराउजल वाले हैं हाई प्लेजर जैसे एक्साइटमेंट यह है कि इसके पास एक्साइटमेंट के लिए पॉजिटिव वैलेन्स है और अराउजल भी हाई है और आप तदनुसार एक शब्द के बारे में सोच सकते हैं जो पॉजिटिव है लेकिन अराउजल लो है जैसे रिलैक्स होना इसलिए रिलैक्सेशन यह फिर से पॉजिटिव है लेकिन अराउजल कम है इसी तरह नेगेटिव आप एंगर और सैडनेस के बीच कंट्रास्ट कर सकते हैं एंगर और सैडनेस दोनों नेगेटिव वैलेंस वाले हैंलेकिन अराउजल के संदर्भ में एंगर हाई है और सैडनेस लो है फिर से प्रयास किए गए हैं और इन दो डायमेंशन में कुछ शब्द रखे गए हैं वैलेंस क्या है और इन शब्दों की अराउजल क्या है तो यह काम है तो लेक्सीकौन ऑफ वैलेंस और डोमिनेंस 13915 अंग्रेजी लेमेस के लिए वैलेंस अराउजल के नॉर्मस हैं और यह शब्द एक क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है जो नॉन कमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध है तो उन्होंने क्या किया है उन्होंने लगभग 14000 शब्द लिए हैं और उन्होंने उन्हें वैलेन्स के लिए लेबल किया है कि यह कितना प्लेजजेंट या अनप्लेजजेंट है इमोशन की इंटेंसिटी क्या है तो क्या यह हाईली अराउजल या लो है और इसका डोमिनेंस क्या है सिटीमुलेस द्वारा डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है तो इन 14000 शब्दों को इन तीनों के साथ लेबल किया गया है आइए हम वैलेंस के कुछ उदाहरणों को देखें सिटीमुलेस कितनी प्लेजजेंट है तो ये शब्द 9 की वैलेंस के साथ और 1 के साथ हैं और यह आप आसानी से देख सकते हैं जैसे हम केवल सेंटीमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो 9 शब्द हैं हैप्पी प्लीजड़ सेटिस्फाइड कंटेंडेड होपफुल और 1 यहाँ अनहैप्पी एनोएड अनसेटिस्फाइड डिस्पेरडऔर बोर्ड इत्यादि तो यह सब वैलेंस में हैं फिर अगर आप अराउजल में जाते हैं फिर से 9 हैं जैसे सिम्युलेटेड एक्साइटेड और अराउज्ड और 1 आपके पास शब्द होंगे जैसे रिलैक्स काम सलगिश डल और स्लिपी आप अराउजल की डिग्री भी देख सकते हैं फिर आपको डोमिनेंट नहीं होना चाहिए इसलिए कंट्रोल इनफ्लुएंशल इंपॉर्टेंटडोमिनेंट प्रमुख की तरह वे सभी 9 की रीडिंग कर रहे हैं और 1 पर हमारे पास हैं कंट्रोल्ड इनफ्लुएंसड केयरड फॉर आवड सबमिसिव लो कंट्रोल यहाँ शब्दों के साथ कुछ अन्य उदाहरण हैं और इसके साथ एक्चुअल फ्रेक्शन को लेबल किया गया है तो वेकेशन एक हाई वैलेंस है हां हैप्पी को एक हाई वैलेंस मिला है विसील को कॉन्शियस में 5 टॉर्चर में 14 हो जाता है रैंपेज को 75 और अराउजल हाई टोरनैडो हाई हो जाता है जोकीनी 4 के आसपास हो जाता है ड्रेससी और डल लो हो जाता है और इसी तरह सेल्फ इनक्रेडिबल को वेरी हाई डोमिनेंस मिलता है दूसरी तरफ शब्द जैसे अर्थक्वेक को वेरी लो डोमिनेंस मिलता है तो इन शब्दों को इन सभी डायमेंशनस के साथ लेबल किया गया है इसके साथ ही कई अन्य प्रकार के लेक्सिकॉन हैं यह भी कि लोगों ने उपयोग किया है और वे वेब पर भी हैं कुछ अधिक महत्वपूर्ण हैं और इनमें से अधिकांश डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं और आप अपने विभिन्न कार्यों में उपयोग कर सकते हैं लेकिन इनमें से कई लेक्सिकॉन मैनुअल लेबलिंग द्वारा नहीं बनाए गए थे इनमें से कुछ स्वचालित रूप से बनाए गए थे और किसी ने फिर मैन्युअल रूप से वेरीफाई किए थे इसलिए हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या कोई तरीका है जिसमें आप कुछ तकनीकों का उपयोग करके इन लेक्सिकॉन को अपने दम पर बना सकते हैं और हमने बात की किसी प्रकार की अच्छी स्ट्रैपिंग करके या किसी प्रकार का उपयोग करके इन लेक्सिकॉन को डेटा से सीखा जा सकता है और यह फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है और उस मेथड का उपयोग करके कई लेक्सिकॉन बनाए गए हैं और हम इनके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे